असाइनमेंट 2 समस्या संख्या 5 11 हम असाइनमेंट 2 को हल कर रहे हैं और इस भाग में मैं वेक्टर कैलकुलस और विद्युत स्थैतिकी विभव से जुड़ी हुई समस्याएं हल करने जा रहा हूं इस असाइनमेंट की प्रश्न संख्या पांच यह कहती है कि यदि आप एक सदिश क्षेत्र V xy और z का सतह समाकलन करना चाहते हैं जो x2i xyz j y2z kके बराबर है और आप इसकी गणना करना चाहते हैं यह सतह समाकलन है Vds एक इकाई गोले के लिए अर्थात इस गोले की त्रिज्या 1 है और यह मूल पर केंद्रित है और हम डायवर्जेंस प्रमेय और गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक का उपयोग करना चाहते हैं इसलिए डायवर्जेंस प्रमेय से यह Vds डायवर्जेंस Bका गोले के आयतन के लिए समाकलन होगा डायवर्जेंस V की गणना करना अब आसान है इसकी तरफ देखिए मैं इस x के घटक का आंशिक अवकलन लेता हूं जो मुझे 2x y के घटक का आंशिक अवकलन मुझे xz z के घटक का आंशिक अवकलन मुझे देता है y2 dV देता है गोलीय निर्देशांक में dV कुछ नहीं बल्कि r2dr dcosθdϕहै समाकलन सीमा dϕ 0 से 2d 1 से 1 और r 0 से 1 है क्योंकि हम एक गोले के लिए आयतन समाकलन कर रहे हैं अब xy और z को गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक के रूप में व्यक्त करेंगे और इसलिए यह आता है 2rsin cos जिसका r2dr dcosθdϕ के लिए समाकलन किया गया है दूसरा पद है x जो कि rsin cos z जो rcos है और इसका r2dr dcosθdϕ के लिए समाकलन करेंगे अंतिम पद है y2जो कि r2sin2 sin2 r2dr dcosθdϕ है अब ध्यान दें कि की पद संख्या 1 और 2 पद संख्या 1 जिस पर मैं अभी गोला कर रहा हूं और दूसरा पद जिस पर मैं हरे रंग से गोला कर रहा हूं दोनों में cosϕऔर यदि मैं cosϕ का 0 से 2 तक के लिए समाकलन करता हूं तो मैं यहां इस तरफ लिखता हूं 02 cosϕ dϕयह मुझे 0 देता है और इसलिए यह दोनों पद 0 देंगे अब मेरे पास केवल तीसरा पद है जो 01 r4dr 11 sin2 dcosθ 02 sin2 dϕहै तो पहला पद मुझे 15 11 sin2 जो कुछ नहीं बल्कि हैं जिसे मैं dX लिखूंगा जहां Xcos है 02 2dϕहै यह मुझे 15× 43देता है इसलिए उत्तर 415है और यह प्रश्न संख्या 5 का हल है चलिए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6 क्या कहती है प्रश्न संख्या 6 कहती है कि एक सदिश क्षेत्र Vxyz x2yx दिशा मेंx yj दिशा मेंcxy k दिशा में है जहां c एक चर है हम रेखा समाकलन की गणना करना चाहते हैं Vdl यहां वक्र जिसकी हम बात कर रहे हैं वह 1 वर्ग है मैं इसे थोड़े अलग रंग से बताता हूं तो यह वर्ग की भुजाएं हैं x और y अक्ष पर और हम घड़ी की दिशा में इस तरह से जा रहे हैं और वर्ग की भुजा a है और हम इस स्टॉक्स प्रमेय का उपयोग करना चाहते हैं तो स्टोक्स प्रमेय क्या कहती है कि vdl कुछ नहीं है बल्कि उसी सतह का मतलब कर्ल ds सतह समाकलन है अब इस x और y सतह के लिए ds है क्योंकि मैं घड़ी के दिशा में जा रहा हूं सीधे हाथ की परिपाटी से यह k दिशा में आ रहा है इसलिए इस कर्ल रेखा में मुझे केवल z घटक लेना है इसलिए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं करल vzdz dy ध्यान दें कि यह अदिश है इसके z घटक को इस तरह लिख सकते हैं Vyδx Vxδydxdy जहां dxdy इस वर्ग के लिए समाकलित किए जाते हैं अब दिया हुआ सदिश V जो x2yijcxykहै हमारे पास vdlx2yijcxyk है अब हमें इस पद का मान निकालना है आखिरी पद जो हम रखते हैं वह dx का समाकलन 0 से a के लिएdy 0 से a के लिए Vyδx Vxδy होगा 1 x2 समाकलन केवल x पर निर्भर करता है और इसलिए यह a x a a33होगा 1 x2dxमुझे a a33 देगा इसलिए उत्तर आएगा a2 अगला प्रश्न संख्या 7 प्रश्न संख्या 7 कहती है कि एक सदिश क्षेत्र F2xyz i दिशा मेंx2z j दिशा मेंx2y k दिशा में और हम इसके अनुरूप विभव Vxyz की गणना करना चाहते हैं अब परिभाषा से मेरे पास है VδxFx2xyzइसी प्रकार VδyFyx2zहोगा और VδzFzx2yहोगा यदि हम इसका निरीक्षण करें आप तुरंत लिख सकते हैं कि V x2yzचर क्योंकि विभव हमेशा किसी चर के लिए बताया जाता है किंतु मैं इसे और अच्छे तरीके से करना चाहता हूं ताकि भविष्य में जब आप इस तरह की समस्या देखें तो आप इसे व्यवस्थित तरीके से संभाल पाए तो यदि मैं पहले पद की तरफ देखता हूं Vδx 2xyz और यदि मैं इसका x के लिए समाकलन करता हूं तो मुझे V x2yzfy z क्योंकि जब मैं इस पूरे फंक्शन को x के लिए अवकलित करता हूं तो पहला पद मुझे सही जवाब 2xyz देता है और जब मैं F को जो yz का फंक्शन है उसे x के लिए समाकलित करता हूं यह मुझे 0 देता है इसलिए संभावित रूप V x2yzfy z होगा अब मैं जानता हूं कि δVδy x2z δfδyपरंतु मुझे समस्या में पहले ही है दिया गया है कि यह x2z के बराबर है इसलिए यह धनात्मक होगा Vδy पहले ही x2zदिया गया है मैं इन पदों को रद्द कर दूंगा और मुझे fδy0 मिलता है इसका केवल यह मतलब है कि F केवल f है इसलिए अब हम इसे नीचे लिखते हैं V x2yzf चलिए अब v का z के लिए आंशिक अवकलन लेते हैं जो Vδz x2yδfδzपरंतु यह दिए हुए बल क्षेत्र से यह x2y के बराबर है पुनः मैं पदों को रद्द करता हूं मुझे fδz0 मिलता है जिसका केवल एक मतलब है कि F एक चर है और इसलिए मेरे पास मेरा उत्तर है V x2yz चर कांस्टेंट किसी भी दिए हुए बल क्षेत्र के लिए आप इस तरह समाकलन कर सकते हैं सबसे पहले x घटक का समाकलन करें फिर y घटक का और z घटक का और चर के बजाएं आप दूसरे अचर का फंक्शन रखें जिसका xyz के लिए अवकलन मुझे 0 देता है चलिए प्रश्न संख्या 8 करते हैं जो कहती है कि दिए हुए विभव फंक्शन के लिए हमें एक विभव फंक्शन Vxyzz 2x2 3y2है एक विभव सतह जो x1y2 और z1 से जाती है जो इस तरह परिभाषित की गई है अब यदि विभव सतह इन तीन बिंदुओं से जा रही है इसका मतलब इस बिंदु पर विभव मान v1211 2 3 13 आता है और इसलिए सतह z 2x2 3y2 13 या 2x23y2 z13बताई जाएगी यह उत्तर है अब प्रश्न संख्या 9 करते हैं जो कहती है कि ग्रेडियंट ऑपरेटर का उपयोग करके वक्र के अभिलंब इकाई सदिश इसका पता लगाना है हम वक्र को 4x29y236 से परिभाषित करते हैं और यह 323 से गुजरता है तो इस वक्र के अभिलंब इकाई सदिश क्या होगा हम ग्रेडियंट ऑपरेटर का उपयोग करना चाहते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर पर व्याख्यानो से याद करें की f का ग्रेडियंट ऑपरेटर मुझे एक सदिश देता है जो इस स्थिर विभव सतह के लंबवत है यह हमने सिद्ध किया अब यहां मैं इस fxy को 4x29y2 लेता हूं इसका अलग अलग आकार होगा इस पर निर्भर करता है कि यदि मैं fxy कांस्टेंट चर और विशेष आकार हम यहां fxy36 की बात कर रहे हैं परंतु यह मायने नहीं रखता अब यदि मैं fxy का ग्रेडियंट लेता हूं जो xxyδyzδzfxy यह मुझे 8x xदिशा में18y y दिशा में देगा और यह इस आकार के लंबवत होगा मैं इसकी गणना कहां करना चाहता हूं मैं इसकी गणना एक विशेष सतह पर करना चाहता हूं जो fxy36 है और वह बिंदु जिस पर मैं इसकी गणना करना चाहता हूं वह x32y 3है और इसलिए ग्रेडियंट fxy इस बिंदु पर कुछ नहीं बल्कि 12i183 j होगा और अब हम इसे एक इकाई सदिश बनाना चाहते हैं तो यह सदिश जो 12i183 j इकाई सदिश है मैं इसे n से बताता हूं यह होगा n12i 183j122182×3और इसे मैं 6 लिख सकता हूं अंदर मेरे पास बचेगा n12i 183j6427जो है 231i3331j यह सतह fxy4x29y236 के लिए लंबवत इकाई सदिश है बल की दिशा आकार के सबसे कम मान से ज्यादा मान की तरफ दी जाती है अगली प्रश्न संख्या 10 समान रुप से आवेशित डिस्क के अक्ष पर विद्युत स्थैतिकी विभव पूछती है तो हमारे पास एक समान रुप से आवेशित डिस्क है चलिए कहते हैं कि यह x y तल और इसका सतह आवेश घनत्व है और हम इससे z ऊंचाई पर विभव की गणना करना चाहते हैं ध्यान रखें इस स्थिति में हम विभव की गणना करते हैं इसलिए हमें सदिश घटकों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जैसा कि हमने पहले असाइनमेंट में की थी जहां हम बल की गणना कर रहे थे और इसलिए विद्युत स्थैतिकी की गणना करना थोड़ा आसान हो जाता है अब मैं इसके लिए क्या करूंगा r दूरी पर एक रिंग लेते हैं यह r दूरी पर एक रिंग लेते हैं इस पर आवेश की गणना करते हैं यह आवेश होगा 2πrdrजो की रिंग का क्षेत्र है × और यह इस डिस्क पर इस रिंग पर यह सारे आवेश बिंदु z सेr2z2 दूरी पर है और इसलिए बिंदु z पर विभव V140वास्तव में मुझे V को dV लिखना चाहिए छोटी रंग के छोटे विभव के लिए जो होगा dV140x dq 2πrdr r2z2 और कुल विभव इसका समाकलन होगा r0 से rR तक का और इसलिए विभव V2πσ400R r drr2z2 यहां r2z2y लेंगे इसलिए r2z2 y2और r dry dy हो जाएगा और तब मुझे मिलेगा V2πσ40zr2z2 y dyy यहां y से y कट जाएगा यह 2 भी कट जाएगा और मुझे उत्तर मिलेगा 20R2z2 z तो आप देखते हैं कि इस विभव की गणना थोड़ी आसान है क्योंकि यह अदिश राशि है इसलिए मैं कर सका यदि मैं विद्युत क्षेत्र के z घटकों की जो इसके केवल घटक हैं उनकी गणना करना चाहता हूं तो मैं Ezको अक्ष पर ले सकता हूं जो dVdz के बराबर होगा और मैं अपना उत्तर पा सकता हूं मैं अलग अलग भी ले सकता हूं उदाहरण के लिए पिछले असाइनमेंट में हमारे पास एक 0r जो r पर निर्भर था मैं उसके लिए भी विभव की गणना कर सकता हूं और यह मैं आपके लिए एक अभ्यास की तरह छोड़ता हूं आप के कारण विभव की गणना करें z अक्ष पर v की गणना करें और तब इसका अवकलन करें ताकि विद्युत क्षेत्र मिल जाए और तब असाइनमेंट संख्या 1 में दिए हुए उत्तर से तुलना करें अंत में इस असाइनमेंट की आखिरी समस्या में हम r त्रिज्या के समान रुप से आवेशित गोले के लिए विभव की गणना करना चाहते हैं विद्युत स्थैतिकी विभव का उपयोग करके जो आवेशित शेल के लिए निकाला था हमारे पास क्या है हमारे पास विभव के लिए एक गोला है जिसका समान आवेश घनत्व है और हम r0 से r तक विभव की गणना आवेशित शेल के परिणाम का उपयोग करके करना चाहते हैं जो हमने पिछले व्याख्यान में निकाला था यदि एक त्रिज्या r का एक आवेशित शैल है जो सतह आवेश घनत्व ले जाता है तब हमें इस व्याख्यान में गणना करनी है कि विभव Vr1404R2rमैं इस 4को रद्द करके इसे आसानी से लिख सकता हूं VrR20rजहां rRइसलिए बाहर यह 1r की तरह जाता है और अंदर यह एक नियतांक के बराबर हो जाता है जिसका मान सतह के मान के बराबर होता है इसलिए अंदर यह हो जाता है R0जहां rR ध्यान दें कि rR पर दोनों उत्तर मिलते हैं इसलिए शैल की सतह के लिए हमें यह उत्तर मिलता है हम इसका उपयोग समान रुप से आवेशित गोले के विभव को जानने के लिए करते हैं एक समान रुप से आवेशित गोले के लिए मैं एक शैल लेता हूं इसकी आंतरिक त्रिज्या छोटा r है और यदि मैं इसे एक शैल की तरह देखता हूं जिस की मोटाई dr है तब इस पर प्रति यूनिट क्षेत्र आवेश होगा गोले का आयतन 4r2dr है और इस पर होने वाला आवेश होगा 4r2drऔर यदि मैं इसे शैल के क्षेत्र से विभाजित करूं तो यह होगा इसलिए कुछ नहीं है बल्कि 4r2 रद्द हो जाता है drऔर यह शैल एक बाहरी विभव को बढ़ाता है जो 1r पर निर्भर करता है और अंदर यह स्थिर रहता है यदि मैं इस शैल के कारण लगने वाले विभव को लिखता हूं तो यह r प्राइम होगा rr2 dr0r जब rrऔर यह rr dr0 होगा जब rr है तो मुझे आंतरिक विभव मिल गया है मुझे बाहरी विभव मिल गया अब मुझे यह करना है कि dr के लिए समाकलन करना है ताकि अलग अलग बिंदुओं पर मान मिल सके चलिए करते हैं सबसे पहले rrगणना करते हैं अर्थात में बाहरी विभव निकालना चाहता हूं बाहर के लिए यदि r प्राइम r से ज्यादा है तो सभी बिंदु बाहर स्थित होते हैं सभी शैल यहां माने जाते हैं और इसलिए rr पर विभव होगा यहां पर केवल जो व्यंजक काम करेगा वह पहला वाला है क्योंकि सभी r प्राइम सबसे बड़े शैल जो मैं लेता हूं उससे ज्यादा है और इसलिए यह होगा 0r0R r2dr R30rमैं 4से उपर नीचे गुना कर देता हूं यह हो जाएगा 4ρR33आवेश है तो यह Q40rहो जाएगा जो बाहरी आवेश के लिए उत्तर है किसी भी गोलिय आवेश के लिए यह बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करता है आंतरिक विभव के बारे में क्या अब आंतरिक विभव की गणना करने के लिए यदि मैं भीतरी विभव की गणना करता हूं यदि मैं r दूरी पर एक शेल लेता हूं मैं Vrकी गणना करना चाहता हूं सारे बाहरी शेल की यदि rRसभी बाहरी शैल एक स्थिर विभव देंगे तो यह सारे बाहरी विभव r से R तक होंगे जो मुझे एक नियत विभव देंगे जो rR rρ dr0आंतरिक शैल 0 से r तक यह मुझे को विभव देंगे जो एक बिंदु आवेश के विभव की तरह है या Qr होगा जो और कुछ नहीं बल्कि 0r r2 dr0r तो यहां अंतिम जवाब है जिसे मैं लिख सकता हूं 0r22rसे R के लिए 01r r330से rके लिए यह होगा 20R2 r230r2जो कि आता है R220 r260 यहां 3Q4R3 लेने पर मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं इसलिए हमारे पास विभव V20 60r2 यहां का मान 3Q4R3 रखने पर 3QR24R30 3Q4R30r26तो यह आता है 14032QR 312Qr2 R3और यह उत्तर है